Ethics in Engineering Practice Prof Susmita Mukhopadhyay Vinod Gupta School of Management Indian Institute of Technology Kharagpur व्याख्यान २ ९ प्रबंधक सलाहकार और नेता के रूप में इंजीनियर व्याख्यान २ ९ में आपका स्वागत है अब हम नैतिक नेताओं के रूप में इंजीनियरों की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे पिछले 2 सत्रों में हमने इंजीनियरों को प्रबंधकों के रूप में इंजीनियरों को सलाहकार स्वतंत्र सलाहकारके रूप में चर्चा की है आज हम इंजीनियरों की नैतिक नेता की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे ये महत्वपूर्ण क्यों हैं आज नैतिक नेता क्यों महत्वपूर्ण हैं तो उनका लक्ष्य है सेवा करना उनका उद्देश्य है दूसरों के कौशल को विकसित करना और प्रत्येक कार्य के तहत दुविधा जहां हितों के टकराव इत्यादि स्थितियों की आवश्यकता पर विचार जैसे प्रश्न हो सकते हैं जहां उन्हें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तो यह वह स्थितियां हैं जहाँ यह नैतिक नेतृत्व महत्वपूर्ण है इसलिए आगे बढ़ते हुए पहले हम उच्च नैतिकता वाले नेताओंकी 7 आदतों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे इसलिए उनके पास मजबूत नैतिक चरित्र है उन्हें सही करने का जुनून है वो नैतिक रूप से सक्रिय हैं वे वैसे हैं जैसे वे पहले सोचने की कोशिश करते हैं कि उनके कार्यों में निहितार्थ क्या हो सकते हैं न केवल अल्पकालिक बल्कि दीर्घकालिक निहितार्थ हो सकते हैं और वे यह पता लगाने के लिए कोशिश करते हैं कुछ सक्रिय उपाय करें जिससे कि नुकसान की तीव्रता क्या हो सकती है और वे कैसे खुद को नुकसान से बचा सकते हैं और इसलिए नैतिक नेता हितधारक समावेशी हैं इसका मतलब है वे अपने निर्णय में सभी प्रकार के हितधारकों को शामिल करना चाहते हैं और वे प्रत्येक हितधारक पर निर्णयों का प्रभाव देखना चाहते हैं इसलिए उनमें निष्पक्षता और न्याय के प्रति एक जुनून है तो वह कोई भी नहीं है किसी के साथ कुछ गलत किया तो वे सैद्धांतिक निर्णय निर्माता हैं साधन वे मूल्यों और जीवन के मूल्यों और गुणों द्वारा निर्देशित हो रहे हैं तो नैतिक नेता क्या करते हैं वे प्रबंधन ज्ञान के साथ नैतिकता ज्ञान को एकीकृत करते हैं तो लेकिन हमें नैतिक या नैतिक रूप से सही होने पर ध्यान देने की जरूरत है इसलिए हम कुछ कार्यों और प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे जिन्हें प्रबंधकों को सुलझाना होगा और इंजीनियर प्रबंधकों को कैसे अपनी प्रबंधकीय भूमिका निभानी चाहिए तो उसमें से एक प्रश्न वैचारिक डिजाइन और दुविधा वाला प्रश्न हो सकता है जैसे क्या उत्पाद उपयोगी होगा तो और अगर यह उपयोगी है तो क्या डिजाइन उनके लिए सुरक्षित होगा जो लोग इसका उपयोग करने जा रहे हैं ये बहुत ही पेचीदा सवाल हैं जो फिर से उपयोगितावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित हैं और क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका उपयोग कौन करेगा तो क्या डिजाइन उन लोगों के लिए सुरक्षित होगा जो इसका उपयोग कर रहे हैं फिर यह निर्भर करता है कि हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं और हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं इसका उपयोग गलती से कौन नहीं करेगा जिससे हम यह समझ सकें कि उत्पाद का अंतिम उपयोग हमेशा सुरक्षित हाथों में रहेगा वे चर्चा के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन करेंगे वे इसके साथ दुर्व्यहार नहीं करेंगे या इसका दुरुपयोग करें हम इसके लिए एक गारंटी कैसे ले सकते हैं हैं या क्या हमें डिजाइन में सुरक्षा के रूप में शामिल करना चाहिए तो जिससे कि कभी भी कोई संभावित दुर्घटना से बचा जा सके तो ये कुछ ऐसे निर्णय हैं जो नेता प्रबंधक को नैतिक नेताओं की तरह लेने की जरूरत है और उन्हें विचार प्रक्रिया को व्यापक करना होगा सभी के बारे में अलग अलग विचार करना होगा उत्पादों के उपयोग और दुरुपयोग के संभावित विकल्प और बाद के प्रभाव क्या हो सकते हैं उन पर विचार करना होगा उनमें से और फिर वे अपने डिजाइन में कुछ निश्चित उपायों को शामिल करने की कोशिश करते हैं इसलिए अगला महत्वपूर्ण कार्य जहां कुछ प्रश्न इंजीनियरों को प्रबंधकों के रूप में लेने की आवश्यकता हो सकती हैं वह बाजार का अध्ययन है तो प्रश्न यह है कि आप यह अध्ययन क्यों कर रहे हैं इसमें क्या खोज करनी है है रिपोर्ट को सही तथ्य बताएं या यह एक भ्रामक कार्रवाई का एक हिस्सा है जहां आपके नमूने के रूप में लिया गया है आपके पास है आपने कितने समय तक उस अवलोकन करेंगे कि जो आप दावा कर रहे हैं वह एक अंतिम निष्कर्ष है तो यह कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो कि इंजीनियर के रूप में प्रबंधकों को बाजार अध्ययन के कार्य के संबंध में समझने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए प्रश्न ऐसा है कि जैसे अध्ययन निष्पक्ष है या यह केवल लागू होने वाला है जिससे निवेशकों को आकर्षित कर सकें पैसों की आवशयकता के लिए तो जैसे कि विनिर्देशों हैं पहले हमें यह समझना होगा कि क्या कोई विनिर्देशन स्थिति है जो उत्पाद की गुणवत्ता के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है यदि हाँ तो क्या कंपनी ने मानकों को सीमित करने के अनुसार उत्पादों को मानकों पर आधारित करके किया हैं और जो मानक लिखे गए हैं वे भी भौतिक रूप से साकार होने योग्य हैं या नहीं क्या हमने कुछ मानक तय किए हैं जिन्हें हासिल करना बहुत कठिन है इसलिए अनुबंधों के संदर्भ में एक और कार्य है जो अनुबंधों के संदर्भ में प्रश्न है जैसे हमारी लागत के यथार्थवादी आंकड़ों और समय सारणी के यथार्थवादी होने पर हो सकते हैं फिर क्या यह एक बोली है जिसे भविष्य में बातचीत की उम्मीद के साथ काम पाने के लिए कम किया गया है इसलिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में क्या होता है कभी कभी यदि कोई व्यक्ति बहुत कम और फिर व्यक्ति को कभी कभी आदेश मिलता है और फिर बोली लगाता है लेकिन यदि यह कम बोली जो अवास्तविक है तो जिस कंपनी को ठेका मिला है वह कुछ भी प्रदान करने के लिए में सक्षम नहीं होगा और भविष्य में वे अलग संरचना के साथ पुनर्विचार के बारे में सोच सकते हैं फिर क्या होता हो सकता है कि जब मूल बोली चल रही हो और जो यह बोली लगाने वाले के रूप में सबसे कम कीमतों में नहीं दी गई हो बेहतर गुणवत्ता योग्य वितरण की तरह दे सकता था लेकिन सबसे कम वित्तीय बोलियों की तलाश में हो सकता है हम अन्य संगठन की विशेषज्ञता से चूक गए इसलिए इस तरह हमें लागत के आंकड़ों या दिए गए समय सारिणी का यथार्थवादी होना पता लगाना होगा विश्लेषण के संदर्भ में हमें यह पता लगाना है कि क्या कोई अनुभवी इंजीनियर है जो न्याय कर सकता है इस विषय में कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो विश्वसनीय परिणाम देता है क्योंकि ये विशेषज्ञ हैं और सामान्य व्यक्ति के पास इसके लिए हमेशा सही उत्तर नहीं हो सकता है तो इस विषय में विशषज्ञ के सलाह लेना जरूरी हो सकता है अगला कार्य डिज़ाइन है जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो जहां डिजाइन में पहले हम उस समाधान पर आते हैं जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण हैजैसे हम पहले किसी भी डिजाइन के साथ आते हैं जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है जैसे सभी विकल्प हैं जिनका पता लगाया जा रहा है या नहीं यदि एक सुरक्षित निकास प्रदान किया गया है या नहीं तो डिज़ाइन में उपयोगकर्ता की सहूलियत पर ध्यान दिया गया है कि नहीं और ऐसा कहां है कि कुछ पेटेंटों का उल्लंघन किया गया तो अन्य तरीकों से यह कानूनी मुद्दा हो सकता है इसलिए क्या सभी निर्यातों के विकल्प तलाशे गए हैं फिर बाहर निकलने के तरीके उपयोगकर्ता की सुलभता फिर पेटेंट उल्लंघन ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो डिजाइन पर निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं लें अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि आप खरीदारी करना जानते हैं इसलिए हमें इसमें कुछ कम कीमत में मिल सकता है लेकिन हम गुणवत्ता पर कभी कभी समझौता करना पसंद नहीं कर सकते अन्य पहलू भी है यह सच हो सकता है कि गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हम समझते हैं ऊंची कीमत वसूलने से वे सही तरीके से दावा कर सकते हैं किवे ऊंचे कीमत वाले हैं इसलिए उनकी गुणवत्ता अच्छी है तो दोनों वस्तुस्थिति मेल खा सकती हैं या नहीं तो उस पर एक जांच करने के लिए हमें समझना होगा क्या उत्पादों के निर्माण के लिए प्राप्त किए गए अंग और सामग्री का गुणवत्ता के लिए परीक्षण किया गया है या नहीं इसलिए गुणवत्ता की जांच होना बहुत महत्वपूर्ण है जैसे हम यह समझना होगा कि क्या यह प्रत्येक अंग और सामग्री का गुणवत्तापूर्ण परीक्षण किया गया है या नहीं एक अन्य महत्वपूर्ण चरण है विनिर्माण भागों का जैसे यह कार्यस्थल सुरक्षा की बात करता है यह विषाक्त धुएं के उत्सर्जन से या मुक्त शोर से मुक्त है कि नहीं तो यह गुणवत्ता कारीगरी के लिए अनुमत समय है उनका ज्ञान का आधार बढ़ाना है या नहीं ये महत्वपूर्ण निर्णय हैं इसलिए जैसे कार्यस्थल की सुरक्षा का उल्लेख किया गया है चाहे शोर से मुक्त हो या फिर विषाक्त गैसें हैं या जहरीले धुएं हैं या नहीं हैं तो किस समय के भीतर उन्हें दिनभर का काम समाप्त करने की आवश्यकता है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उम्मीदें बहुत अधिक हैं लेकिन प्रदर्शन करने के लिए दिया गया समय बहुत कम है तो क्या वे उन चीजों से निपटने में सक्षम होंगे या नहीं आगे अब हम assembling और निर्माण के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यहाँ प्रश्न यह है हां क्या श्रमिक परिवार या उत्पाद के उद्देश्य या बुनियादी कार्यों के साथ हैं कौन सुरक्षा की निगरानी करता है क्योंकि यदि वे उत्पाद के मूल कार्यों के उद्देश्य से परिचित हैं वे इन चीजों को संभालने के लिए एक स्व विनियमित सुरक्षा उपायों को अच्छी तरह तरह विकसित कर सकते हैं कर्मचारी की बुनियादी कार्यों और उत्पाद की उद्देश्य से परिचितता के साथ कर्मचारी को कनेक्टिविटी और नौकरी की संतुष्टि की भावना देता है जैसे कार्य करने के अर्थ की और प्रकृति की पूरी समझ क्योंकि वे अब एक समग्र तस्वीर देख सकते हैं और इससे उनका बेहतर योगदान हो सकता है फिर उत्पाद के अंतिम परीक्षण के लिए समय आता हैइसलिए क्योंकि इंजीनियर प्रबंधक के रूप में है तो हम् यह समझना होगा कि हितों का टकराव नहीं होना चाहिए इसलिए परीक्षक निर्माताओं या निर्माण प्रबंधन टीमों को प्रत्येक से स्वतंत्र होना चाहिए इसलिए यदि परीक्षण में कुछ सामने आता है तो परीक्षक पर्याप्त स्वतंत्र होते हैं इसतरह बताने के लिए यह कमी निर्माता टीम के कारण है या निर्माण प्रबंधन टीम के कारण है लेकिन अगर वे टीम में शामिल होते हैं तो वे खुल कर अपनी बात कहने से से डर सकते हैं इसलिए हमें इंजीनियरों को प्रबंधकों के रूप में यह सुनिश्चित करना होगा कि वे शिक्षक हैं और वे निर्माण प्रबंधन टीम के निर्माण के लिए पर्याप्त रूप से स्वतंत्र है अब जब उत्पाद की बिक्री की बात आती है तो वे फिर से कुछ निर्णायक संकेत देते हैं उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता है जैसे कि क्या हम रिश्वत का भुगतान करते हैं हाँ या नहीं क्या वह विज्ञापन ईमानदार हो या नहीं क्या ग्राहकों को अच्छी सलाह दी जाती है तो कुछ परीक्षण करने के लिए पसंद है क्या पसंद है सूचित सहमति की आवश्यकता है या नहीं तो यदि प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ये कुछ निश्चित प्रश्न हैं जो दुविधा के बावजूद प्रश्न हैं संस्कृति धर्म और समय सीमा से परे और यह हमें याद रखने की जरूरत है जैसे कि देखो रिश्वत में ईमानदार विज्ञापन इत्यादि इसलिए जब हम फिर से स्थापना और कमीशन के कार्य की बात कर रहे हैं तो यहां क्या हो जाता है जैसे इसके परीक्षण के बाद अगर आप इसे पाने के बाद जैसे देखते हैंयहाँ हम इसके बाद देखते हैं कि उत्पाद का अंतिम परीक्षण हो गया है फिर उसे बाजार में लाने की आवश्यकता है इसलिए हम उत्पाद की बिक्री के साथ आते हैं तो यहाँ हम यह देखते हैं कि कि हम इसे कैसे विक्रय करते हैं जैसे कोई रिश्वत है दिया हुआएक ईमानदार विज्ञापन दिया जाता है सूचित सहमति आवश्यक है हाँ या नहीं तो ये उसी से जुड़े हैं और इसके बाद जब यह आपकी बिक्री के बाद स्थापना या कमीशन होता है आपको इसे स्थापित करने के लिए साइट पर जाना होगा इसलिए ऐसे सवालों से निपटने की जरूरत है उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण मिला इसलिए यदि कोई सुरक्षित निकास है तो क्या पड़ोसी के रूप में लोगों को संभावित विषाक्त होने की सूचना है अन्यथा हम सिर्फ समाज में कुछ स्थापित नहीं कर सकते हैं इसमें अन्य हितधारक शामिल हैं जो कुछ चीजों को करने के लिए सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं जैसे उत्पादों या सेवाओं की स्थापना उनकी शुरुआत कराना के संदर्भ या परियोजना के लिए इसलिए हमें यह समझना होगा कि वे प्र क्या शिक्षण प्राप्त करते हैं इसलिए उपयोगकर्ता इसका उपयोग करने का प्राप्त करते हैं जैसे कि कोई सुरक्षित निकास है या नहीं और क्या पड़ोसियों को अच्छी तरह से सूचित किया जाता है जब उत्पाद स्थापित कर दिया जाता है तब उत्पाद प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है फिर से भी हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या उपयोगकर्ता नुकसान से सुरक्षित हैं तो उपयोगकर्ताओं को इससे होने वाले जोखिमों की जानकारी है या नहीं इसलिए जब उपयोगकर्ता कभी कभी गुमराह हो जाते हैं और वे तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं तो उन्हें जानकारी दी जाती है तो इसीलिए यह पता लगाने की ज़िम्मेदारी का हिस्सा है कि क्या वे उपयोगकर्ताओं उत्पाद से होने वाली किसी हानि से सुरक्षित हैं या नहीं तो क्या वे जोखिम की मात्रा को ठीक से जानते हैं और उन्होंने उत्पाद का उपयोग करने का एक सचेत निर्णय लिया है या नहीं इसके बाद जब हमने इसका उपयोग कर लिया है हम बस क्रमिक रूप से कदम दर कदम संशोधित होते जा रहे हैं अगला प्रश्न इसके उपयोग से रखरखाव और मरम्मत जुड़ा है तो वहाँ संभव हैं कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जैसे कि सक्षम कर्मचारियों द्वारा इस उत्पाद का नियमित रूप से रखरखाव किया जाता है क्या निर्माता कभी कभी स्पेयर पार्ट्स से बदलते हैं या नहीं क्या यह उपयोग में लेने के बाद उठाकर फ़ेंक देने जैसा है यह संभव नहीं भी हो सकता है इसलिए क्या नियमित लोग हैं जो इस दोष का ध्यान रख सकते हैं और फिर इसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं उत्पादों के रखरखाव मूल दोषों के लिए स्थितियां और मरम्मत को देखने की कोशिश करते हैं क्या वे उनके साथ स्पेयर पार्ट्स रखते हैं जो दिखाता है कि यह रखरखाव संस्कृति की तरह है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं अगला कार्य जो संगठन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उत्पाद को वापस लेना तो अगर प्रयोग की निगरानी के लिए कोई प्रतिबद्धता है और यदि आवश्यक हो तो उत्पाद को वापस लेने की आवश्यकता है यह फिर से एक आत्म खोज है कंपनी को यह पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए कि क्या सब कुछ सही तरीके से चल रहा है या उन्हें उत्पाद को वापस बुलाने लेने की आवश्यकता है और जब आप decommissioning होने के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फिर से प्रश्न हैं मूल्यवान सामग्रियों के पुनर्चक्रण और जहरीले कचरे के निपटान उत्पाद या उत्पाद सेवा के अंत में उत्पाद या उत्पाद सेवा के उपयोगी जीवन के अंत में हम विषाक्त कचरे के साथ क्या करते हैं तो उनके मूल्यवान सामग्री का कैसे हम निपटान करते हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है यह हमें समझने की जरूरत है कि इस रीसाइक्लिंग और निपटान के एक भाग के रूप में पर्यावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए इसलिए इसके लिए फिर से चर्चा की फिर से रखरखाव के बारे में चर्चा की महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए रखरखाव मरम्मत निपटान इसलिए जो हम पूरे श्रृंखला में पाते हैं उत्पादों के जीवन चक्र की पूरी श्रृंखला इसकी शुरुआत डिजाइन चरण से हो सकती है सामग्री की खरीद फिर इसे डिज़ाइन करना फिर इसे स्थापित करना फिर पहले एक बाजार सर्वेक्षण करना फिर इसे स्थापित करना है फिर उपयोग के बारे में क्रॉस चेक करना है उत्पाद इसके रखरखाव भाग की देखभाल करना फिर से असंस्थापित अगर इस उत्पाद या उत्पाद सेवा के किसी भी तरह के द्वि उत्पाद हैं तो उन का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीका है इसलिए यह उत्पादित नुकसान कम है और इसमें से प्रत्येक पर गुणवत्ता बनाए रखा है इनमें से प्रत्येक कदम पर सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है जिसका हमने लंबे समय तक इन बातों का प्रभाव पर ध्यान रखा है कभी कभी शॉर्टकट उपलब्ध होंगे तो दुविधा होगी यहां आवश्यकता की तरह कठोर परीक्षण किया जा सकता है और यहां तक कि आप कैसे परीक्षण कर रहे हैं तो इसके 2 3 भाग हो सकते हैंएक जो आसान है एक जो शॉर्ट कट है एक जो आप आपको एक तत्काल परिणाम दे सकता है एक और है जो गंभीर है जो दर्दनाक हो सकता है जिसके लिए आपको लंबे समय तक परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए आपको जो भी हो उसे फिर से देखने की आवश्यकता हो सकती है यह पता लगाने के लिए और भी समय दिया जा सकता है कि है कि क्या चीजें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं और जहां सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों पर गौर करें या नहीं केवल एक वर्तमान पीढ़ी का नहीं लेकिन भविष्य की पीढ़ी जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है और एक नैतिक नेता के रूप में अब इन के बीच चयन करने की आवश्यकता हो सकती है जैसे बड़े पैमाने पर आबादी के स्वास्थ्य पहलू को सुरक्षा पहलू में ले जाने वाले विकल्प और दीर्घकालिक स्थिरता और पर्यावरणीय मुद्दों इनको भी ध्यान में रखते हुए विचार करें ताकि हम पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं तो वहाँ यदि आप एक नैतिक नेता की तरह काम कर रहे हैं इसलिएजिस तरह से आप अपना निर्णय लेते हैं तो यह आपकी सही निर्णय लेने में मदद करता है धन्यवाद